सुप्रभात हम WS प्राप्त करने के लिए रफ तरीके से गए हैं अंतिम उद्देश्य क्या था देखें हम पहले से ही W नॉट को कैलकुलेट कर चुके हैं हम जानते हैं कि W0 को कैलकुलेट कैसे करें सभी मिशन की आवश्यकता को पूरा करते हुए ईंधन खपत के बारे में उचित देखभाल करें इसलिए यदि मैंने WS को कुछ वैल्यू के लिए चुना है तो मुझे पता है कि W0 S A स्टार है मान लेते हैं 100 kgm2 हैं और जब से मैं यहां से पहले से ही W0 को जानता हूं मुझे S की वैल्यू मिलती है इसलिए एक बार मुझे S विंग एरिया मिल जाता है जो तब विंग एरिया होता है अब मुझे उस क्षेत्र को पूरा करना होगा हमने कुछ एस्पेक्ट रेशों एज्यूम किया है इसलिए हम एस्पेक्ट रेशों कहेंगे मान लीजिए कि मैंने 8 ले लिया है और हमें विंग एरिया जो मुझे मिल रहा है लगभग 10 m2 बस एक संख्या तब मुझे पता है कि b स्क्वायर बटा विंग एरिया 8 के बराबर है इसलिए b8SW मैं स्पष्टता के लिए यहां SW क्या लिख सकता हूं इसलिए वहां से मुझे स्पैन की वैल्यू मिलती है एक बार जब मैं स्पैन को जानता हूं तो मुझे पता है कि b इनटु c विंग एरिया के बराबर है इसलिए मुझे कॉर्ड की वैल्यू मिलती है इसलिए मैं पर्याप्त विचार मिलता हैकॉर्ड क्या होगा यदि मैं ये नंबर लेता हूं तो मुझे वह मिलता है b810 80 यह लगभग 9 मीटर होगा स्पैन 9 मीटर और c 10 है c10911 12 तो यह मेरा टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन है आप हमेशा यह जांच कर सकते हैं कि रैक्टेंगुलर विंग के लिए एस्पेक्ट रेशों भी bc 8 के बराबर है cb89811 ऐसा कुछ है अब जब आपको स्पैन के बारे में विचार मिलता है और विंग का कॉर्ड जिसका एरिया मान लेते हैं कि 10 m2 है आपके पास दो महत्वपूर्ण कार्य हैं वे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं मुझे विंग एरिया मिला है जो SW है और सिर्फ एक मामले के लिए मैं इसे 10 m2 ले रहा हूं मेरे पास b 9 m c 115 m है तो दो कार्यों की क्या आवश्यकता है मेरे विंग को कैसा दिखना चाहिए विंग का टेपर रेशों क्या होगा अगर यह कम स्पीड वाला विंग है आमतौर पर आप जानते हैं कि टेपर रेशों Ct जो कि ctcR है आम तौर पर 045 से 05 अगर मैं रखता हूं तो मैं वास्तव में एलिप्टिकल लिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के करीब आने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इंड्यूस्ड ड्रैग कम हो जाए ठीक है फिर आपके पास एयरोफॉयल के बारे में मुद्दा है आप यहां और यहां अलग एयरोफॉयल रखना पसंद कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एलेरॉन यहां है आप एलेरॉन या इस एरिया को चेतावनी के बिना स्टाल नहीं करना चाहते हैं या इनडायरेक्टली आप इस हिस्से को पहले हिस्से की तुलना में स्टाल कर सकते हैं तो तदनुसार आप अलग अलग tc अलग अलग चैंबर के लिए एयरफॉयल का उपयोग करते हैं या कुछ समय तो आप ज्योमैट्रिक ट्विस्ट भी दे सकते हैं ठीक उसी पॉइंट पर जहां मैं थोड़ा नकारात्मक एंगल दे सकता हूं इसलिए कि एक विशेष एंगल के लिए जब यह भाग स्टॉल करता है तो यह स्टाल नहीं होगा ताकि आपका एलेरॉन प्रभावी हो तो पहले चरण के रूप में उन सभी डीटेल्स की आवश्यकता होती है हम कॉर्ड और स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं जिस क्षण मैंने एक टेपर रेशों रखा सवाल यह है कि मैं कौन सा कॉर्ड लूंगा क्योंकि कॉर्ड पूरे स्पैन में अलग अलग होता है इसलिए फिर से हमें मीन एयरोडायनेमिक कॉर्ड के कांसेप्ट के साथ आना होगा जिसे हम पहले ही आपके पूर्व के कोर्सेस में बता चुके हैं लेकिन हम इसे थोड़ा रिवाइज करेंगे और एक कैलकुलेशन करेंगे ताकि आप समझ सकें तो यह एक पहलू है ठीक है दूसरी बात आप यह भी सराहना करेंगे कि आखिर विंग एक एयरप्लेन का एक सब सिस्टम है एक एयरप्लेन की बहुत महत्वपूर्ण सब सिस्टम इसकी प्राथमिक भूमिका लिफ्ट उत्पन्न करना है इसलिए अगर मैं एक फ्यूज़लेज और एक कॉकपिट ड्रॉ करता हूं तो सवाल यह है कि मैं इस विंग को कहां रखूं कहां का मतलब क्या है एयरप्लेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के संबंध में है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है मैं विंग को कैसे और कहां से इंस्टॉल करता हूं लेकिन फिर विंग को लगाने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं अगर मुझे पता है तो मेरे उत्तर सरल होंगे और जो हमने अपने पहले के पाठ्यक्रम में किए हैं इस मुद्दे पर हम कुछ चीजों को रिवाइज करते हैं ताकि आप तुरंत जान सकें कि क्या करना है और विंग का पता कैसे लगाना है और मुझे यकीन है कि आप अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि मैं अब क्या बात करने जा रहा हूं हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी टेक ऑफ क्रूज़ क्लाइंब डिसेंट लॉइटर जो भी मिशन आप बता रहे हैं यह इन्हेरेंट धारणा है कि सामान्य कम स्पीड वाले एयरक्राफ्ट के लिए एयरक्राफ्ट स्टैटिकली और डायनॉमिकली स्टेबल है इसलिए मैंने सोचा मुझे स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए और यदि तुम याद रखें जब हम स्टेबिलिटी पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हम स्टैटिक स्टेबिलिटी नामक चीज को परिभाषित करते हैं और आप स्टैटिक स्टेबिलिटी को कैसे परिभाषित करते हैं यह शरीर की इनिशियल टेंडेंसी है जब निश्चित रूप से इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होता है मैं कह रहा हूं शरीर की इनिशियल टेंडेंसी को उसके इक्विलिब्रियम में वापस आने के लिए एक बार जब यह अपने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाता है तो यह कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं अगर मैं एक स्प्रिंग और एक मास सिस्टम लेता हूं अगर यह इक्विलिब्रियम है और अगर मैं इसे इक्विलिब्रियम से परेशान करता हूं तो आप देखते हैं तुरंत स्प्रिंग फोर्स कार्य करता है और इसको वापस इक्विलिब्रियम में धकेलने की कोशिश करता है यह इनिशियल टेंडेंसी पर है वापस इक्विलिब्रियम पर धकेलना इसलिए एक बार इनिशियल टेंडेंसी की कंडीशन संतुष्ट हो जाती है तो यह स्टैटिकली स्टेबल है एक एयरक्राफ्ट के लिए भी मैं विंग के माध्यम से विज़ुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं और हमने जो उदाहरण दिया है वह हमें विंग और आवश्यक स्प्रिंग कहना था तो अगर यह इक्विलिब्रियम है अगर मैं इसे इसके इक्विलिब्रियम और रिलीज के बारे में डिस्टरब करता हूं तो यह फिर से इसके इक्विलिब्रियम पर वापस आने की कोशिश करेगा तो इसमें स्टैटिक स्टेबिलिटी है और संदेश था यदि आप एयरक्राफ्ट के अंदर स्टैटिक स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट रखने होंगे जो एयरोडायनेमिकली आधारित और प्रभावित हों जो कोइल स्प्रिंग की तरह ही क्रिया करेंगे अगर अटैक के एंगल को इक्विलिब्रियम से बदल दिया जाता है एयरक्राफ्ट को अपने आप एक नोज डाउन मोमेंट पिचिंग मोमेंट उत्पन्न करना चाहिए और जब से मैं पिचिंग मोमेंट का उपयोग कर रहा हूं बस आप सभी के लिए हमने पिचिंग मोमेंट को परिभाषित किया जैसे कि मैं एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ करता हूं यह सिर्फ रिवाइज करने के लिए है ताकि आप तैयार रहे यह x है यह y है और यह z है तो पिचिंग मोमेंट y एक्सिस के बारे में एंगुलर मोशन है और कन्वेंशन द्वारा नोज अप हमने पॉजिटिव कहा और नोज डाउन हमने नेगेटिव कहा और हमने पिचिंग मोमेंट कॉएफिशिएंट को भी परिभाषित किया है जो कि Cm है जो कि डायनामिक प्रेशर फ्री स्ट्रीम डायनामिक प्रेशर विंग एरिया और एयरप्लेन के मीन एयरोडायनेमिक कॉर्ड के साथ नॉन डाइमेंशनलाइज्ड पिचिंग मोमेंट था तो यह स्टैटिक स्टेबिलिटी की समझ थी जिसने इसे मीटर रूप में ट्रांसलेट किया है अगर मैं प्लॉट रचता हूं Cm पिचिंग मोमेंट कॉएफिशिएंट वर्सेस α और यदि वेरिएशन इस तरह है और एक वेरिएशन इस तरह हो सकती है तो 1 2 3 और हमने सवाल पूछा कि कौन से स्टैटिक स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं इसलिए अगर मैं याद करने की कोशिश करता हूं तो हम इसका विश्लेषण कैसे करते हैं हमें इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्टरबेंस के बारे में सोचना होगा इसलिए यदि मैं पहले एक को लेता हूं तो इक्विलिब्रियम वह है जहां नेट मोमेंट और फोर्सेस 0 हैं तो यह बात है इसलिए अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्टर्ब करता हूं तो हम कहें कि यहां से डिस्टरबेंस अल्फा आ गई है तुरंत यह आदमी एक नेगेटिव पिचिंग मोमेंट देगा तो क्या हो रहा है α है कुछ एंगल यहाँ आया था तो अटैक एंगल इंक्रीज़ हुआ है इसलिए यह कम हो जाता है और उसी α 0 1 2 डिग्री पर वापस आता है इसे एक नोज पिच डाउनिंग मोमेंट उत्पन्न करना होगा जो कि नेगेटिव पिचिंग मोमेंट है तो यह इस पर वापस आ जाएगा रिवर्स अगर यह कम हो जाता है तो एक पॉजिटिव पिचिंग मोमेंट उत्पन्न होगा और यह हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर वापस आने की इनिशियल टेंडेंसी है इसलिए वेरिएशनस Cm वर्सेस α स्टैटिकली स्टेबल एयरक्राफ्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि डेल्टा Cm बटा ∆α संकेत 0 से कम होना चाहिए या साफ रूप में हम लिखते हैं की Cm∂α0 स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए यह कंडीशन थीठीक है फिर हमने यह भी तर्क दिया कि दूसरी पंक्ति के बारे में क्या है दूसरी पंक्ति फिर से कहती है कि मैं यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट की जाँच करता हूँ क्योंकि यहाँ Cm 0 है यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर किसी कारण से α इक्विलिब्रियम से इंक्रीज़ हुआ है तो यह नेगेटिव पिचिंग मोमेंट उत्पन्न करेगा तो इस मामले में भी यह इक्विलिब्रियम में वापस आने की इनिशियल टेंडेंसी है इस तरफ से भी वही होता है तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी स्टैटिक स्टेबिलिटी है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में एयरक्राफ्ट भी स्टैटिकली स्टेबल है जो कि कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हम पहले ही महसूस कर चुके हैं Cm∂α0 उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में 0 तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट Cm∂α के बारे में सलोप नेगेटिव है इसलिए दोनों एक हैं और दोनों स्टैटिकली स्टेबल हैं लेकिन हमने दूसरे को पसंद किया क्यों क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा एक ट्रिम अटैक के पॉजिटिव एंगल पर है अंत में हमारा उद्देश्य लिफ्ट उत्पन्न करना है और हमें वेट को संतुलित करना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह लेवल फ्लाइट है या मैन्यूवरिंग फ्लाइट है तो मैं ऐसे उड़ना पसंद करूंगा जो α पॉजिटिव हो इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि Cm∂α 0 से कम है और α भी पॉजिटिव है हम इस इंटरसेप्ट को नोट करते हैं जो मैं कहता हूं Cm00 तो हम एक कंडीशन रखते हैं कि स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए Cm∂α 0 से कम है और Cm0 0 है यह पॉजिटिव α पर ट्रिम सुनिश्चित करेगा ये बातें हमारे लिए स्पष्ट हैं आप एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी और कंट्रोल पर मेरे कोर्से को रिवाइज कर सकते हैं मुझे लगता है कि मैं इसमें विस्तार कर चुका हूं यही वह समझ है जो हमें होगी हमें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जाने की आवश्यकता है कि मैं अपने विंग को लोकेट कहाँ कर सकता हूं इसके अलावा कृपया एक बात याद रखें कि एक बार Cm∂α लिखने के बाद मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं Cm∂αCmCLCL∂α सब कुछ लीनियर मान लिया जाए इसलिए एक बार मैंने कहा कि Cm∂α 0 से कम स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है समान रूप से मैं कह सकता हूं स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए Cm∂α 0 से कम 0 है क्योंकि यह आदमी हमेशा पॉजिटिव है ठीक है यह लिफ्ट कर्व स्लोप है इसलिए या तो मुझे लगता है किCm∂α या CmCL के संदर्भ में मुझे एक सही उत्तर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए अब जब यह Cm0की बात आती है तो Cm0 पर जाने से पहले हमें अपनी अगली कंडीशन Cm0 देखने दें Cmα के साथ थोड़ा काम करने दें मान लेते हैं कि यह एक विंग सिमिट्रिक विंग है और मान लेते हैं कि यह विंग का एयरोडायनेमिक सेंटर है अब तक आप जानते हैं कि यह लगभग चौथाई भाग कॉर्ड पॉइंट पर सही होगा हम उस प्रश्न को संबोधित कर रहे हैं या उस प्रश्न को रिवाइज कर रहे हैं मुझे यह इफेक्ट कॉइल स्प्रिंग इफेक्ट कैसे मिल सकता है जो उड़ान में मेरे एयरक्राफ्ट के लिए स्टैटिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करेगा इसलिए हम एक उदाहरण विंग ओनली ले रहे हैं वह यह है कि यह एक टेललेस प्रकार का एयरप्लेन है केवल फ्लाइंग विंग है मैं सिमिट्रिक विंग ले रहा हूं अब अगर मैं इसे स्टेबिल बनाना चाहता हूं तो मुझे Cm∂α को 0 से कम या CmCL के बराबर होना चाहिए अब यह मोमेंट जब मैं इसे लिखता हूं तब पिचिंग मोमेंट होता है यह उस पॉइंट के बारे में है खुले स्थान पर यह चल रहा है तो यह सभी पिचिंग मोमेंट CG के बारे में हैं इसलिए मुझे यह जानना चाहिए कि CG कहां है क्योंकि यह Cm जब मैं कैलकुलेट करता हूं जो नॉन डाइमेंशनलाइज्ड पिचिंग मोमेंट है तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो मशीन को उड़ते समय मायने रखता है तो आइए पहले मामले को देखते हैं मैंने विंग के एरोडायनामिक सेंटर के पीछे CG लगा दिया क्या होगा यदि मैं ऐसा करता हूं तो यह है कि अगर यह ac है तो मैं क्या कर रहा हूं मान लेते हैं कि CG एरोडायनामिक सेंटर के पीछे है और आप जानते हैं कि एरोडायनामिक सेंटर वह काल्पनिक पॉइंट है जिसके बारे में पिचिंग मोमेंट अटैक के एंगल से स्वतंत्र है तो मान लें कि यह इस तरह से है मैं यह देखना चाहता हूं कि यह कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिकली स्टेबिल है या नहीं या विस्तारित तरीके से मैं जांचना चाहता हूं कि क्या कुछ डिस्टरबेंस से अटैक एंगल बढ़ा है यहां स्प्रिंग टाइप मकैनिजम है या नहीं जो एयरक्राफ्ट की नोज डाउन ले जाने की कोशिश करेगा इसलिए अटैक एंगल के इंक्रीमेंट को डिसकरेज किया जाता है तो यह इनिशियल टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम में वापस आने कीउदाहरण के लिए यह 5 डिग्री पर उड़ रहा था जो कि अल्फा के लिए इक्विलिब्रियम है और डिस्टरबेंस 05 डिग्री से आई है तो एयरक्राफ्ट अगर यह स्टैटिसटिकली स्टेबल है तो इसे क्या करना चाहिए इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट को ओरिएंट करना चाहिए ताकि इसका अल्फा इक्विलिब्रियम 5 डिग्री हो जाए तो यह क्या करना चाहिए इसे नोज डाउन मोमेंट उत्पन्न करना चाहिए ताकि माइनस 05 हो और यह सज्जन सही हो जाए या इसे ठीक करने की इनिशियल टेंडेंसी हो तो हम पॉजिटिव डेल्टा अल्फा के लिए देखते हैं हम जानते हैं कि हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं डेल्टा लिफ्ट को एयरोडायनेमिक सेंटर पर दर्शाया जाता है आदर्श रूप से वेलोसिटी वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए लेकिन यह छोटा एंगल है इसलिए मैं इसे इस तरह ड्रॉ करने के लिए लिबर्टी ले रहा हूं संदेश यह है कि यदि लिफ्ट यहां है क्योंकि ac यहाँ है तो यह CG के बारे में एक नोज अप मोमेंट देगा तो अटैक का एंगल और आगे इंक्रीज़ हो जाता है तो यह एक नेगेटिव मोमेंट उत्पन्न करने की इनिशियल टेंडेंसी नहीं है तो यह स्टैटिकली अनस्टेबल है तो क्या संदेश है कि यदि एयरोडायनेमिक सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे है तो यह रिसटोर करने वाले मोमेंट को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा जो प्रकृति में स्टेबलाइज हो रहा है विशेष रूप से स्टैटिक स्टेबिलिटी के संदर्भ में ठीक है तो स्पष्ट संदेश क्या है संदेश है यदि यह एयरोडायनेमिक सेंटर है तो एयरोडायनेमिक सेंटर के आगे CG रखें अब देखें कि क्या होता है अगर मैं ऐसा करता हूं यदि सकारात्मक ∆α की डिस्टरबेंस है तो एक लिफ्ट ∆L है जो इस तरह से एक नोज डाउन मोमेंट देगा हां वास्तव में यह अटैक एंगल में किसी भी इंक्रीमेंट को डिसकरेज करने की कोशिश करेगा जो इक्विलिब्रियम में वापस आने की इनिशियल टेंडेंसी है इसलिए हम कहते हैं कि यह स्टैटिकली स्टेबल है तो संदेश क्या है अगर मैं फ्लाइंग विंग डिजाइन कर रहा हूं अगर मुझे CmCa को 0 से कम बनाए रखना है इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विंग का ac फ्लाइंग विंग के CG के पीछे है ठीक है अब देखें कि क्या मैं इस फ्लाइंग विंग के लिए Cm वर्सेस α को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं जो कि सिमैट्रिक एयरफॉयल वगैरह है तो अगर मैं Cm वर्सेस α को प्लॉट करना चाहता हूं तो यह कैसे दिखना चाहिए अगर मैं α 0 पर देखना चाहता हूं तो Cm क्या होगा यह सिमैट्रिकल एयरफॉयल है कृपया समझें इसलिए α 0 पर मैं निश्चित रूप से ले रहा हूं CG आगे CG यहाँ है और ac यहाँ है α 0 पर सिमैट्रिक एयरफॉयल के कारण कोई लिफ्ट नहीं होगी इसलिए पिचिंग मोमेंट 0 होगा इसलिए Cm 0 होगा पॉजिटिव एंगल के बराबर α पर क्या होगा पॉजिटिव एंगल पर यहां एक फोर्से होगा लिफ्ट फोर्से जो मुझे नोज डाउन मोमेंट देगा तो इसका मतलब है कि अटैक का एंगल पॉजिटिव है पिचिंग मोमेंट नेगेटिव होगा तो α पॉजिटिव पिचिंग मोमेंट इस तरह नेगेटिव होगा इसी तरह यदि अल्फा नेगेटिव है तो α इस तरह आता है तो लिफ्ट फोर्से नीचे की ओर काम कर रहा होगा जो मुझे एक नोज अप पिचिंग मोमेंट देगा अगर आप इस तरह देखते हैं यह मेरा ac है यह मेरा CG है यदि अटैक का एंगल नेगेटिव है तो लिफ्ट फोर्से नीचे होगा और CG के बारे में यह एक नोज अप मोमेंट देगा नेगेटिव के लिए आप पॉजिटिव पिचिंग मोमेंट पाएंगे अगर मैं इस एयरप्लेन के लिए ड्रॉ करता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा Cm वर्सेस α इस तरह दिखाई देगा और यह वास्तव में इस कंडीशन को संतुष्ट करता है कि इक्विलिब्रियम पर CmCa 0 से कम है इक्विलिब्रियम यहाँ है और यह सलोप नेगेटिव है तो अब पॉइंट यह है हमने एक दूसरी कंडीशन भी रखी दूसरी कंडीशन यह थी कि मुझे यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि α 0 के बराबर नहीं है एक ट्रिम पॉइंट होना चाहिए यह है कि पॉजिटिव α होना चाहिए ताकि यह लिफ्ट उत्पन्न करे हम सिमैट्रिक एयरोफॉयल फ्लाइंग विंग के बारे में बात कर रहे हैं एक उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं ताकि यहां कंडीशन संतुष्ट न हो क्योंकि यहां ट्रिम α 0 है इसलिए इस सिमैट्रिक विंग फ्लाइंग विंग के लिए यह ट्रिम पर लिफ्ट उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है मैं इसे एक फ्लाइंग विंग के साथ उड़ाना चाहता हूं ताकि वेरिएशन कुछ इस तरह हो इसके बजाय मैं यहां इस सलोप को नेगेटिव नहीं चाहता लेकिन यह होना चाहिए Cm00 तो मैं इस एयरफॉयल या विंग में क्या कर सकता हूं तो सिमैट्रिक के लिए α 0 Cm00 पर यह संभव नहीं है दूसरी बात मेरे दिमाग में आती है अगर मैं इसे कैंबर्ड बना देता हूं और फिर यहां CG होता है तो यह 0 के बराबर अल्फा पर ac है α 0 पर क्या होता है आप जानते हैं कि CL वर्सेस α एक कैंबर्ड के लिए इस तरह से जाता है तो α 0 एक पॉजिटिव लिफ्ट CL0 होगा तो यहाँ एक CL0 होगा जिससे CG के बारे में एक नेगेटिव मोमेंट आएगा इसके अलावा आप एयरोडायनेमिक सेंटर पर एक कैंबर्ड एयरोफॉयल के लिए जानते हैं हमें Cmac मिला है जो नेगेटिव भी है माइनस 002 से माइनस 005 के बीच हो सकता है तो क्या हो रहा है अगर मैं 0 के बराबर अल्फा पर एक फ्लाइंग विंग के लिए एक कैंबर्ड एयरफॉयल डाल रहा हूं तो α 0 पर पूरा Cm नेगेटिव हो जाएगा यह कैंबर्ड है फिर मैं उसे अटैक के पॉजिटिव एंगल पर ट्रिम नहीं कर पा रहा हूं हां मैं स्टैटिक स्टेबिलिटी बनाए रख सकता हूं यह सुनिश्चित करके कि ac CG के पीछे है यह संभव है लेकिन मैं ऐसा कुछ चाहता हूं तो मुझे Cm पर α 0 0 से अधिक चाहिए तो रास्ता क्या है अगर मैं इसे इस तरह से कैंबर्ड बनाने के बजाय एक सिमैट्रिक विंग का उपयोग कर रहा हूं तो मैं रिवर्स करता हूं मैं इस विंग को इस तरह से बनाता हूं जो कि कैंबर्ड के रिवर्स है और इसे रिफ्लेक्स विंग कहा जाता है जो कि जब मैं कैंबर् के रिवर्स को बहुत सीमित अर्थों में कहता हूं तो ठीक है उनके पास यह होना चाहिए यह यह है अगर मैं एयरफॉयल के लिए ऐसा करता हूं तो क्या होता है α 0 पर यदि आप देखते हैं कि यहां फोर्से होगा जो CG Cm देगा जो 0 से अधिक है जो कि यहां संभव नहीं था और यहां यह नेगेटिव था इसलिए अगर मैं एक रिफ्लेक्स एयरफॉयल लगाता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि ac CG पीछे है तो मैं इसके बाद Cm वर्सेस α की वेरिएशन बना सकता हूं तो अब मेरे पास एक ट्रिम पॉइंट है जहां अल्फा पॉजिटिव है और मैं इस अल्फा पर उपयुक्त एंगल या उपयुक्त डायनामिक प्रेशर चुनकर वेट के बराबर लिफ्ट सुनिश्चित कर सकता हूं यह सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए था और हम यह भी देखेंगे कि यदि आप मेरे पहले के लेक्चर में वापस जाते हैं तो कैंबर्ड एयरोफॉयल का उपयोग कैसे करें ताकि Cm0 पॉजिटिव प्राप्त हो उदाहरण के लिए अगर मैं एक कैंबर्ड एयरफॉयल के लिए Cm0 पॉजिटिव की तलाश में हूं तो मैं इसे कैसे देखूं हम कहते हैं यह मेरी कैंबर्ड एयरोफॉयल है और आप जानते हैं कि यह एक ac है और यहां आपके पास विंग का Cmac है जो उस समय नेगेटिव है यदि मैं CG के आगे इस ac का पता लगाता हूं तो कृपया समझ लें कि एक बार मैं विंग के CG के आगे ac का पता लगाता हूं इस मामले में कोई टेल नहीं है कोई फ्यूज़लेज नहीं है यह आदमी स्टैटिकली अनस्टेबल है लेकिन यह कॉन्फ़िगरेशन आपको 0 से अधिक Cm0 प्राप्त करने में मदद करेगा यह कहेगा CmCL0 स्टैटिकली स्टेबल के लिए नहीं लेकिन 0 से अधिक Cm0 संभव है क्योंकि यदि आप देखते हैं कि यह विंग का ac है जहां आपको Cmac मिला है जो 0 से कम है और CG यहां है तो 0 के बराबर अल्फा पर 0 के बराबर α पर कैंबर्ड एयरफॉयल होगा यहाँ CL0 होगा यहाँ CL0 होगा इसलिए Cmα0CmacCL0xc और यह मैं मेजर कर रहा हूं यह पॉजिटिव है तो आप CmacCL0xc क्या कहते हैं यह Cmα0 बना देगा जो कि x का स्थान बना देगा कितना गैप है इसका उपयोग इस Cmac को नलीफाइ करने के लिए किया जाएगा जो हमेशा एक कैंबर्ड एयरोफॉयल के लिए नेगेटिव है क्योंकि हम Cm0 पॉजिटिव चाहते हैं इसलिए जो भी नेगेटिव Cmac विंग है हम इसे संभव हद तक देखने की कोशिश करेंगे हम इसे विंग के ac के उचित रूप से पता लगाने के द्वारा मार्जिनलाइज करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि विंग का ac CG से आगे है इसलिए स्टैटिकली अनस्टेबल है अगर मेरे पास एक फ्लाइंग विंग है तो मैं बस एक फ्लाइंग विंग के लिए एक रिफ्लेक्स टाइप एयरोफॉयल का उपयोग करूंगा जो कि स्टैटिकली स्टेबल होगा अब मैं इसे भी ट्रिम कर सकता हूं अगर मैं इस तरह का एक कैंबर्ड ऊँचा उड़ना चाहता हूँ तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि मैं समझता हूं कि अनस्टेबल का मतलब अनकंट्रोलेबल नहीं है इसलिए हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से एक एयरक्राफ्ट पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं जो एक कथन के साथ है कि Cm0 के लिए ठीक है मैं ac विंग को CG के आगे रखूंगा ताकि Cmac निन्यूट्रलाइज्ड हो जाए हालांकि पूरे एयरक्राफ्ट के लिए स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टेल हॉरिजॉन्टल टेल स्टेबलाइज़र का उपयोग कर रहा हूं यह देखने के लिए कि ओवरऑल एयरक्राफ्ट स्टैटिकली स्टेबल हो जाता है और यही वह जगह है जहां विंग और टेल द्वारा एयरक्राफ्ट को एक कंप्लीमेंट्री रोल दीया जाता है विंग लिफ्ट की देखभाल करता है और टेल मुख्य रूप से स्टेबिलिटी का ख्याल रखती है और यही कारण है कि हॉरिजॉन्टल विंग को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र कहा जाता है और वर्टिकल टेल को वर्टिकल स्टेबलाइज़र कहा जाता है तो अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे